इस लेक्चर में हम रास्पबेरी पाई के बारे में थोड़ा और विस्तृत परिचय को कवर करेंगे ताकि आप एक रास्पबेरी पाई बेस सिस्टम के साथ विभिन्न सेंसर और डिवाइसों को इंटीग्रेट करने के बारे में एक संक्षिप्त विचार प्राप्त कर सकें और शायद प्रोग्रामेटिक रूप से उन्हें एक्सेस और हेरफेर कर सकें तो सबसे पहले हम उस बुनियादी GPIO पिन का उपयोग करने के तरीके को कवर करने जा रहे हैं और फिर आप इमेज को लेने के लिए रास्पबेरी पाई के साथ एक pi कैमरा को कैसे इंटीग्रेट करें इसे कवर करने जा रहे हैं ध्यान देने वाली बात यह है कि हम पायथन पर इन दोनों चीजों को शामिल करेंगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पायथन होगी क्योंकि यह आसान है और रास्पबेरी पाई के साथ इंटीग्रेट करने के लिए यह काफी आसान है इसलिए हम पायथन को प्राथमिकता देंगे इसलिए पहली बात जो हम करने जा रहे हैं वह एक ब्लिंकिंग LED आधारित प्रोजेक्ट है तो बुनियादी आवश्यकताओं यह है कि आपको नेटवर्क से जुड़े रास्पबेरी पाई की आवश्यकता होगी आपको एक LED एक बुनियादी 100 ओम रजिस्टर ब्रेडबोर्ड और कुछ जम्पर केबल की आवश्यकता होगी इसलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ते हैं हम रास्पबेरी पाई पर वापस आते हैं जैसा कि हम पिछले लेक्चर से याद करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तक इस डिवाइस को अभी तक संचालित नहीं किया है लेकिन मैंने एक पाई कैमरा संलग्न किया है तो इस मॉड्यूल को पाई कैमरा के रूप में जाना जाता है और यह इस तरफ जाता है तो आप देखेंगे कि इसे एक रिबन तार कहा जाता है तो यह पहले से ही पाई कैम के साथ उपलब्ध है और ब्लू साइड को ईथरनेट पोर्ट की ओर रखना चाहिए यह याद रखने की एक बात है आप इस सफ़ेद जैक को इस रिबन को प्लग में निकालते हैं और सफ़ेद जैक को अंदर धकेलते हैं और बस वह आपके पाई कैमरे को आपकी रास्पबेरी पाई से जोड़ देगा इसलिए अब हम इस सिस्टम को पावर अप करने जा रहे हैं अब चूंकि मेरा डिवाइस बूट हो गया है मैं जांच करूंगा कि हमारे पास नेटवर्क एक्सेस है या नहीं अब हमें ऑपरेशन के लिए तैयार एक कार्यात्मक ईथरनेट कॉन्फ़िगरेशन मिला है हमें पिछले उदाहरण के समान आईपी मिला है अब आखिरी उदाहरण में आखिरी लेक्चर में मैंने आपको दिखाया कि आप किसी भी PC से SSH के ऊपर अपने रास्पबेरी पाई को कैसे जोड़ सकते हैं इसलिए SSH का उपयोग करके आप मुख्य रूप से विभिन्न प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और मान सकते हैं कि आप कुछ फ़ाइल को स्थानांतरित करना चाहते हैं यह ऐसा ऑपरेशन नहीं होगा जिसे आप SSH का उपयोग करके नहीं कर पाएंगे आप कर सकते हैं लेकिन यह काफी थकाऊ है तो एक आसान तरीका एक ftp क्लाइंट का उपयोग करना है तो एक मुझे पसंद है फाइलझीला यह ऑनलाइन मुफ़्त में उपलब्ध है इसलिए जब मैं फाइलझीला खोलता हूं तो बाएं हाथ का पैनल आम तौर पर मेरे स्थानीय PC सामग्री को दिखाता है और दाहिने हाथ की तरफ मेरा दूरस्थ PC सामग्री होगा इसलिए मैं होस्ट IP एड्रेस से कनेक्ट करता हूं मुझे IP यूजरनेम और पाई पासवर्ड रास्पबेरी देना होगा और पोर्ट के लिए यह 22 देता है इसलिए यह FTP के लिए फिक्स किया गया है पोर्ट 22 और फिर त्वरित कनेक्ट कीजिए तो यह पूछेगा कि आपको एक सिक्योरिटी कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा आप ओके क्लिक करें अब आप रास्पबेरी पाई से जुड़े हैं आप दो फ़ाइल सिस्टम के बीच केवल ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं मान लीजिए आप इस फ़ोल्डर की प्रतिलिपि बनाना चाहते हैं तो मैंने इस फ़ोल्डर का नाम IoT रखा है चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या है इसमें तीन फाइलें हैं दो पायथन फाइलें और एक इमेज फ़ाइल है इसलिए एक उदाहरण के रूप में मैं इसे अपने डेस्कटॉप पर ट्रांसफर करूंगा या बेहतर अभी भी मैं एक फाइल को डेस्कटॉप से रास्पबेरी पाई में ट्रांसफर करूंगा मान लीजिए कि मुझे अपनी स्थानीय मशीन पर यह एक example1py मिला है और मैं इसे अपनी रास्पबेरी पाई में ट्रांसफर करना चाहता हूं मैं दो इंटरफेस के बीच सिर्फ ड्रैग ड्रॉप करता हूं देखें कि फाइल ट्रांसफर किया गया और अब यह example1py मेरे रास्पबेरी पाई बेस सिस्टम पर है इसलिए यदि आप रास्पबेरी पाई स्क्रीन पर फिर से जांच करते हैं तो अब एक फ़ोल्डर नाम IOT है जिसे आप क्लिक करते हैं और वहां आपके पास रास्पबेरी पाई बेस सिस्टम पर यह example1py है तो यह बहुत आसान है कई बार रास्पबेरी पाई पर बड़ी चीजों को प्रोग्रामिंग करना काफी बोझिल है इसलिए मेरी पसंद है कि मैं मूल रूप से अपने स्थानीय PC पर सब कुछ प्रोग्राम करूं और फिर रास्पबेरी पाई में अंतिम फाइलों को ट्रांसफर कर दूं और बस कुछ छोटे कॉन्फ़िगरेशन और बदलाव करूं तो अब रास्पबेरी पाई पर वापस आ रहा हूं इसलिए ब्लिंकिंग LED प्रोजेक्ट के लिए जैसा कि आप GPIO टर्मिनल से जुड़े होने जा रहे हैं तो आपको दो चीजों की आवश्यकता होगी पहला है पायथन डेव लाइब्रेरी और दूसरा है पायथन rpigpio लाइब्रेरी तो आप नेट पर इन दो लाइब्रेरी तक आसानी से पहुँच सकते हैं इसलिए एक बार जब आपका पाई कॉन्फ़िगर हो जाता है और टर्मिनल पर जाने के लिए तैयार हो जाता है तो आप बस कमांड sudo apt get install python dev टाइप करते हैं एक बार जब यह ऑपरेशन खत्म हो जाता है तो आप sudo apt get install python rpigpio कमांड टाइप करते हैं तो एक बार इन दो फ़ाइलों को आपके रास्पबेरी पाई बेस सिस्टम पर इंस्टॉल होने के बाद आप आगे के लिए तैयार हैं इसलिए इनिशियल कनेक्शन के लिए मैं एक LED ले रहा हूं मैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनलों के लिए जांच करूंगा कि बड़ा पॉजिटिव टर्मिनल है और छोटा नेगेटिव है तो सफेद तार पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है पीला तार नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है इसलिए यह नेगेटिव टर्मिनल मैं ग्राउंड पर रखूंगा और इस पॉजिटिव टर्मिनल के लिए मुझे यह जांचना होगा कि मैंने किस पोर्ट को एसाइन किया है इसलिए मैंने पोर्ट 11 GPIO पिन 11 एसाइन किया है इसलिए यह आर्डिनो बोर्डों की तरह बहुत सीधा नहीं है इसके लिए आपको पिछले लेक्चर में दिखाई गई एक रेफरेंस टेबल की आवश्यक है जिससे आपको एक अच्छा रेफरेंस मिलेगा कि कौन सा पिन किसलिए है कौन सा GPIO पिन तो GPIO पिन 11 के लिए इसलिए वास्तव में 1 2 3 4 5 भीतर की तरफ 5 वीं पिन नहीं खेद है 6 वीं पिन है इसलिए अब मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है इसलिए मेरे कनेक्शन तैयार हैं टर्मिनल पर मैं कर सकता हूं जाहिर है टर्मिनल पर मेरा कोड लिखें तो सबसे अच्छा अभ्यास वहाँ नैनो में रास्पबेरी पाई पर इन बिल्ट एडिटर है तो आप sudo nano लिखते हैं और फिर filenamepy इसलिए यदि मैं अपनी फ़ाइल को LED ब्लिंक के रूप में नाम देना चाहता हूं तो मैं LED blinkpy लिखता हूं तो यह आपके सिस्टम पर एक नया टर्मिनल खोलेगा जिस पर आप अपना कोड पायथन कोड लिख सकते हैं क्योंकि आपकी फ़ाइल का नाम आपके फ़ाइल नाम का एक्सटेंशन dot py है आपको अपने कोड को पायथन में लिखना होगा और एक बार आपका कोड तैयार हो जाने के बाद आप कंट्रोल प्लस O दबा देते हैं और यह कोड को फाइल में लिख देगा और आप नैनो एडिटर से कंट्रोल प्लस एक्स बटन दबाकर बाहर निकल जाएंगे तो यह कोड है इसलिए पहली लाइन import RPiGPIO को GPIO के रूप में है इसलिए यह वास्तव में GPIO लाइब्रेरी को कॉल करता है दूसरा टाइम को इंपोर्ट करता है क्योंकि आप पायथन पर एक डिले फ़ंक्शन का उपयोग कर रहे होंगे यह डिले फ़ंक्शन स्लीप द्वारा डिनोट किया जाएगा तो हम एक timesleep का उपयोग करते हैं तीसरी लाइन GPIOsetmode है तो आप GPIOBOARD डालें इसलिए दो ऑप्शन हैं पहला ऑप्शन कि आप बोर्ड मोड के रूप में उपयोग कर सकते हैं और एक अन्य ऑप्शन है जिसे हम अभी उपयोग नहीं करने जा रहे हैं तो आप इस बोर्ड ऑप्शन को ही लेने जा रहे हैं GPIO पिन 11 आउटपुट पिन के रूप में सेटअप है फिर मुख्य लूपिंग भाग i से 0 से 5 तक के लिए एक साधारण लूप है इसका मतलब है कि यह 0 1 2 3 और 4 5 के बीच पुनरावृति करेगा क्योंकि इसे हमने पायथन प्रोग्रामिंग भाग में कवर किया है इसलिए इसे यहां बाहर रखा गया है अब GPIOoutput पिन 11 ट्रू है इसका मतलब है कि यह आउटपुट पिन को एक हाई बिट भेज देगा यह 1 सेकंड के लिए स्लीप करेगा और फिर से आउटपुट पिन को लो बिट भेज देगा इसलिए फिजिकल आउटपुट आपका एक बार हाई बिट तक पहुंच जाने के बाद आपकी LED चमक जाएगी फिर यह एक सेकंड के लिए इंतजार करेगी फिर एक बार जब लो बिट तक पहुंच जाएगी तो यह बंद हो जाएगा और फिर से यह 2 सेकंड के लिए स्लीप करेगा और फिर बंद हो जाएगा अंत में आप GPIO पिन रिलीज करने के लिए यह सफाई ऑपरेशन करते हैं तो आप पहले से ही इस ऑपरेशन को कंसोल पर देख चुके हैं तो ये कोड हैं इसलिए एक और बात क्योंकि रास्पबेरी पाई OS पर इनबिल्ट पायथन इंस्टॉलेशन बहुत ही अल्पविकसित है आप एडवांस्ड लाइब्रेरी को इंस्टॉल किए बिना एडवांस्ड ऑप्शन तक पहुंचने में सक्षम नहीं होंगे तो बहुत ही बेसिक पायथन आईडीअली इंटरफ़ेस और एडिटर आप रास्पबेरी पाई पर उपयोग करने में सक्षम होंगे इसलिए एक बार जब आप इस फाइल पर डबल क्लिक करते हैं तो यह मेरी फाइल ऑफ इंटरेस्ट पाई LED ब्लिंक डॉट py है यह इस कोड को सही से खोलता है तो चलिए मान लेते हैं कि आपके पास अब विज़ुअल डिस्प्ले नहीं है आइए हम टर्मिनल पर इस चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश करें तो आप मेरी रास्पबेरी पाई में लॉगिन करें मैं डायरेक्टरी IoT में जाता हूं मैं डायरेक्टरी के अंदर हूं मैं ls लिखकर जांच करूंगा कि डायरेक्टरी के अंदर क्या फाइलें और फ़ोल्डर हैं यह इस iot डायरेक्टरी के अंदर सभी फ़ाइलों और फ़ोल्डरों को सूचीबद्ध करेगा तो मेरी रुचि का कोड pi LED blink dot py है तो पहले देखते हैं कि इस फाइल के अंदर क्या है मैं sudo nano pi LED blink dot py लिखता हूं तो यह एडिटर को खोलता है यह वही कोड है जो हमने स्लाइड्स पर दिखाया था जो पहले ही सेव किया जा चुका है हम इससे बाहर निकलते हैं अब जब मैं इस कोड को चलाना चाहता हूं तो मैं python Pi Led blinkpy लिखता हूं यह मेरा LED ब्लिंकिंग प्रोग्राम था जिसे आप एंटर दबाते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि LED ने ब्लिंक करना शुरू कर दिया है और यह ब्लिंक करता रहेगा तो फिर से इस प्रोग्राम को चलाएं मैं इस मॉड्यूल को चलाता हूं आप LED ब्लिंक देख सकते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है अब एक बार जब आप इस ट्रिपल एरो सिंबल को कंसोल के लिए प्राप्त करते हैं जिसका अर्थ है कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन समाप्त हो गया है तो यह रास्पबेरी पाई पर GPIO पिन का मूल इंटीग्रेशन और उपयोग था अगला दिलचस्प विषय जिसे आप कवर करने जा रहे हैं वह है कैमरा या रास्पबेरी पाई कैमरा का इंटीग्रेशन यहाँ हम रास्पबेरी पाई कैमरा का इंटीग्रेशन दिखाने जा रहे हैं मैं अपना कैमरा यहाँ रखने जा रहा हूँ मेरा पाई बूट हो रहा है इससे पहले हम कैमरे की मूल बातें कवर करेंगे तो आपको एक पाई कैम और एक रास्पबेरी पाई की आवश्यकता होगी तो आपके रास्पबेरी पाई विशिष्ट कैमरा मॉड्यूल के लिए रास्पबेरी पाई पर आपके पास कनेक्शन के लिए एक डेडीकेटेड CSI स्लॉट है और केबल स्लॉट ईथरनेट पोर्ट और HDMI पोर्ट के बीच आपको पहले बताया गया है रिबन केबल के अंत में आपको एक नीला टैग मिलेगा और उसे ईथरनेट पोर्ट की ओर रखना होगा इसलिए कैमरा कनेक्ट होने के बाद हम सिस्टम को रिबूट करते हैं इसलिए यह रिबूट ऑपरेशन पहले ही किया जा चुका है अब टर्मिनल में हम कमांड sudo raspi config चलाते हैं और एंटर दबाते हैं तो यह रास्पबेरी पाई के परिचय पर पहले लेक्चर में शामिल किया गया था मैंने आपको दिखाया कि SSH को सक्षम करने के लिए कैमरा को सक्षम करने के लिए विभिन्न ऑप्शन थे तो वहाँ पर आप कैमरा ऑप्शन को सक्षम करते हैं और अपने रास्पबेरी पाई को रिबूट करते हैं अब एक बार यह हो जाने के बाद आप पाई कैम की सहायता से सीधे अपनी इमेज यों को कैप्चर कर सकते हैं आप इस टर्मिनल पर कोड raspistill o स्पेस किसी भी इमेज का namejpeg की विशेष लाइन लिखेंगे तो यह एक इमेज पर क्लिक करेगा और इसे इमेज namejpg के रूप में संग्रहीत करेगा अब इस पाई कैम को पायथन के साथ भी जोड़ा जा सकता है और मॉड्यूल विशेष मॉड्यूल को पायथन पाई कैमरा के रूप में जाना जाता है तो फिर से आपको इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा क्योंकि इनमें से कोई भी लाइब्रेरी आपके रास्पबेरी पाई सिस्टम पर डिफ़ॉल्ट रूप से उपलब्ध नहीं है तो आप sudo apt get install python picamera लिखते हैं और यह एक पायथन कोड का उपयोग करके पाई कैमरे से अपनी इमेज को कैप्चर करने के लिए छोटा कोड स्निपेट है यह एक बहुत छोटी स्क्रिप्ट है तो सबसे पहले आप इस लाइब्रेरी इम्पोर्ट pi कैमरा को इम्पोर्ट करें फिर आप इस नाम camera picameraPiCamera के द्वारा कैमरा का एक इंस्टेंस शुरू करते हैं तो आपको जिस तरह से यह लिखा गया है इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप देखें कि पहला पाई कैमरा पूरा छोटा है और फिर डॉट पाईकेमरा P और C कैपिटल हैं एक बार जब यह कैमरे के भीतर इनिशियलाइज़ हो जाता है तो आप कैमरा डॉट कैप्चर फिर फ़ाइल नाम डॉट jpg लिखते हैं तो ये ट्यूटोरियल आमतौर पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं आप एडवांस्ड वर्जन्स के ऑप्शन के लिए भी जा सकते हैं तो ये चीजें आमतौर पर किसी भी ऑनलाइन संसाधन पर उपलब्ध हैं तो यह एक स्क्रीनशॉट है आप raspistill o imagejpeg लिखते हैं तो आपका सिस्टम एक इमेज कैप्चर करेगा इसलिए हार्डवेयर भाग पर वापस आते हैं इसलिए हमारे पास अपना कैमरा तैयार है हमने इसे आपके रास्पबेरी पाई को नेटवर्क से नेटवर्क से जोड़ा है और यह HDMI पोर्ट के माध्यम से मॉनिटर से जुड़ा है IoT फ़ोल्डर खोलें अब हमारे पास पहले से मौजूद तीन लाइन स्निपेट तैयार है तो यह उस कोड का हिस्सा है जिसमें हम रुचि रखते हैं हम बस इस कोड को चलाते हैं पाई कैमरा मॉड्यूल पर ध्यान दें जब यह एक इमेज पर क्लिक करता है तो हमारे पास LED संकेतक चल रहा है इसलिए मैं इस मॉड्यूल को चलाता हूं आप देखते हैं कि यह छोटा LED संकेतक बंद हो गया तो आइए हम इमेज को पूरा करते हुए देखें कि इसने छत की इमेज को ले लिया है आइए हम एक और इमेज की कोशिश करें हम इस इमेज को भी हटा सकते हैं आइए हम कैमरे को आगे इंगित करें और इस कोड को फिर से चलाएँ तो कोड एग्जीक्यूट किया गया है आप देखते हैं कि इसने स्टूडियो की एक इमेज को कैप्चर कर लिया है तो यह सिर्फ एक मूल उदाहरण है कि आप विभिन्न छोटे सेंसर को इंटीग्रेट करने के लिए GPIO आधारित पिन का उपयोग करने के बारे में कैसे करते हैं और आपके रास्पबेरी पाई के साथ एक्ट्यूएटर्स और साथ ही IO आपके रास्पबेरी पाई के साथ बड़े सिस्टम को इंटीग्रेट करते हैं जैसे कि कैमरे जैसे जटिल डिवाइस आप कीबोर्ड माउस आदि इंटीग्रेट कर सकते हैं मैंने पहले से ही इंटरफ़ेस किए हुए एक कीबोर्ड और एक माउस को यहाँ रखा है जिसके माध्यम से मैं वास्तव में रास्पबेरी पाई इंटरफ़ेस को नियंत्रित कर रहा हूं आप कर्सर को स्थानांतरित कर सकते हैं और इसे स्थानांतरित करने के लिए माउस का उपयोग कर सकते हैं इसलिए यह एक कंप्यूटर के रूप में अच्छा है और इसके अतिरिक्त इसे बहुत कम बिजली की आवश्यकता है और साथ ही साथ यह बाजार में उपलब्ध नियमित कंप्यूटरों की तुलना में काफी सस्ता है इसलिए मुझे आशा है कि आप इस मूल विचार का उपयोग करके अधिक जटिल प्रोजेक्ट्स के लिए जा सकेंगे